छात्रों का स्वागत हैं प्रबंधन निर्णय लेने की दो तकनीकों को पूरा करने के बाद जो कि लागत पत्रक और बजट और बजटीय नियंत्रण या बजटीय प्रक्रिया है हम अब प्रबंधन निर्णय लेने की तीसरी तकनीक की ओर बढ़ेंगे और वह तीसरी तकनीक है मानक लागत निर्धारण और विचरण विश्लेषण अब हम कुछ निश्चित लागत तकनीकों के बारे में बात करेंगे क्योंकि लागत या लागत को नियंत्रित करना एक ऐसा रणनीतिक निर्णय है जो हर फर्म के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और अब हम कुछ लागत तकनीकों को जानेंगे जो प्रबंधन निर्णय लेने और फर्म के समग्र प्रदर्शन और मूल्य को बढ़ाने और में बहुत उपयोगी हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रबंधन लेखांकन स्वयं एक विषय नहीं है जिसकी अपनी तकनीके हो जैसे कि आप वित्तीय लेखांकन के बारे में बात करते हैं वित्तीय लेखांकन का अपना स्वतंत्र क्षेत्र अपनी तकनीक अपनी विधियाँ हैं इसमें जीएएपी पूर्ण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत हैं और लेखांकन का मूल स्वतंत्र विषय इसी तरह हम लागत लेखांकन के बारे में बात करते हैं लागत लेखांकन फिर से बहुत स्वतंत्र है और इसकी अपनी तकनीक है चीजों को अपने तरीके से करने का लेकिन प्रबंधन लेखांकन के पास इस तरह का अपना ऐसा कुछ भी नहीं है यह वित्तीय लेखांकन से कुछ चीज़ को उधार लेता है और यह लागत लेखांकन से कुछ तकनीकों को उधार लेता है इसलिए लागत लेखांकन में यदि आप तकनीकों को देखते हैं तो तकनीकों की अधिकता है तकनीकों की बहुत संख्या उपलब्ध है लेकिन सभी प्रबंधन निर्णय लेने के लिए उपयोगी नहीं हैं केवल वे तकनीकें जो प्रबंधन निर्णय लेने के लिए उपयोगी हैं और जो हमें मध्य और शीर्ष स्तर के प्रबंधन के दृष्टिकोण से बहुत प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी उत्पन्न करने में मदद करती है हम उन्हों को जानेगे केवल उन तकनीकों को हम यहां संदर्भित करेंगे इसलिए लागत पत्रक और फिर बजट और बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया के बाद यह तीसरी तकनीक है अब हम तीसरी तकनीक के बारे में सीखेंगे जो है मानक लागत निर्धारण और विचरण विश्लेषण और हम सीखेंगे कि कैसे मानक लागत निर्धारण को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे की समग्र लागत विश्लेषण और लागत नियंत्रण के लिए क्योंकि लागत नियंत्रण हर कंपनी की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है आप मुझसे सहमत होंगे कि आज हम वैश्विक भारत या बाजार में हैं भारतीय बाजार या भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार है खुली अर्थव्यवस्था या उदार अर्थव्यवस्था है कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में आई हैं और आपूर्ति पक्ष में बहुत सुधार हुआ है जबरदस्त रूप से और ग्राहकों को इसका सीधे लाभ मिला है ठीक है इससे पहले 1991 तक या 1991 से पहले एक युग था जहाँ कई क्षेत्रों में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ थीं और शायद बहुत कम कंपनियां बड़े क्षेत्रों में काम कर रही थी इसका मतलब है और पूरे देश के बाजार देश के सभी उपभोक्ता या देश के ग्राहक इस विशाल बाजार में उन कंपनियों पर निर्भर थे सही है उदाहरण के लिए हम स्टील सेक्टर के बारे में बात करते हैं स्टील सेक्टर में सबसे बड़ी बाज़ार हिस्सेदारी सेल के पास थी बाजार में दूसरी कंपनी टिस्को थी और फिर छोटी कंपनियों थी इसलिए मोटे तौर पर ये दोनों कंपनियां थीं जो लगभग सौ करोड़ लोगों के बाजार में स्टील का निर्माण कर रही थीं 1 अरब लोगों का बाजार इन दोनों कंपनियों पर निर्भर था अब अगर आप आज के परिदृश्य बात करें तो बाजार में ऐसी बहुत कंपनिया है जो बहुत प्रतिस्पर्धी हैं जो बहुत ही कुशल हैं और जो अच्छी गुणवत्ता का स्टील बहुत ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्माण करने में सक्षम हैं इसलिए जब आपूर्ति पक्ष में सुधार हुआ है जब कई निर्माता बाजार में आए हैं तो लागत क्षेत्र का निजीकरण हो गया है आज कोई भी खिलाड़ी स्टील उद्योग में आ सकता है और परिचालन शुरू कर सकते हैं स्टील का निर्माण कर सकता हैं और लोगों को स्टील बेचना शुरू कर सकता हैं ठीक है इसलिए अब यह स्थिती नहीं है कि लोगों को सेल स्टील पर ही निर्भर रहना पड़ता है सेल अब केवल एक कंपनी है और उन्हें बाजार की प्रतिस्पर्धाओं से मुकाबला करना होगा टिस्को दूसरी कंपनी नहीं है अब भारत के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र और भारत के इस पश्चिमी क्षेत्र में कई कंपनियां हैं गुजरात के कुछ हिस्सों में हमारे पास एस्सार और लॉयड स्टील्स जैसी दो सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं दक्षिणी भाग में हमारे पास जिंदल स्टीलवर्क्स हैं और उन्होंने जिंदल विजयनगर स्टील प्लांट बनाया है और यह एशिया का सबसे ऊंचा स्टील प्लांट है है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास बहुत सी कंपनियां हैं और सेल का बाजार हिस्सा गंभीर रूप से कम हुआ है अब सेल या तो पूर्वी बाजार मध्य भारत या भारत के उत्तरी हिस्से में सीमित हो गई है यहां तक कि ये बाजार भी सेल के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं हो सकता है कि ये निजी कंपनियां इन बाजारों में भी मौजूद हों इसी तरह हम अन्य क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे के बारे में बात करते हैं पहले हमें एक रंगीन टीवी या एक रेफ्रिजरेटर या शायद अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदने के लिए केवल भारतीय कंपनियों पर निर्भर थे जो कचरे का निर्माण कर रही थी मैं इस शब्द का उपयोग करूंगा क्योंकि अगर वे अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण और बिक्री कर रही होती और बहुत ईमानदारी से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करतीं तो वे बाजार से बाहर नहीं गए होंते लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आमद उदाहरण के लिए तीन कंपनिया दो कोरियाई एक एलजी सैमसंग और एक जापानी कंपनी है सोनी इन कंपनियों के उभार के साथ या भारतीय बाजार में इन कंपनियों के प्रवेश के साथ बाजार में बहुराष्ट्रीय तीन कंपनियों का कहना है कि मौजूदा भारतीय कंपनियां बाजार से बाहर हो गई हैं मैं आपके साथ साझा करूंगा कि ओनिडा और वीडियोकॉन जिनके पास 1999 2000 98 99 2000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में लगभग 45 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी आज ये कंपनियां बाजार में अपने अस्तित्व के लिए जीवित हैं उनकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 1 या 2 प्रतिशत है और वह भी ग्रामीण बाजारों में शहरी इलाकों में नहीं तो अब क्या हुआ है और यदि आप उत्पादों के मूल्य को देखते हैं अगर आप रंगीन टीवी के बारे में बात करते हैं तो रंगीन टीवी आज उसी कीमत पर उपलब्ध है जिस कीमत पर हम शायद बीस साल पहले खरीद रहे थे सही है तो हम लगभग एक ही कीमत का भुगतान कर रहे हैं और यदि हम उच्च मूल्य का भी भुगतान कर रहे हैं तो उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है या बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है ठीक है तो इसका मतलब है कि ये कंपनियाँ अतीत में हमें क्या हमें बेच रही थीं बस बाज़ार का फायदा उठा रही थीं और बहुत ही ऊँची कीमत पर बहुत ही घटिया गुणवत्ता के उत्पादों को बेचकर ग्राहकों की भावनाओं का शोषण कर रही थीं इसी तरह यदि आप किसी अन्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जैसे की कहें कि सेवा क्षेत्र अब बहुत मजबूत हो गया है अगर हम तीनों क्षेत्रों सेवाओं उद्योग और कृषि की बात करें तो भारत की सकल घरेलु उत्पाद में इसका सबसे बड़ा योगदान है इसलिए कृषि का हिस्सा कम हो गया है अब उद्योग बीच में है सेवा क्षेत्र काफी हद तक बढ़ गया है और वैश्वीकरण के बाद सेवा क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मजबूती मिली है या किसी अन्य सेक्टर की बात करें वाहन उद्योग में आज हम स्कूटर चला रहे हैं हम लंबे समय से बजाज स्कूटर चला रहे थे और अब हम होंडा स्कूटर होंडा एक्टिवा या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अन्य स्कूटरों को चला रहे हैं तो आप उत्पाद में अंतर समझ सकते हैं यदि आपने दोनों स्कूटर चलाए हैं तो आप बजाज स्कूटर और होंडा के उत्पादों के बीच के अंतर को भी समझ सकते हैं और टीवीएस उत्पादों को या अन्य कंपनियों के उत्पादों को भी तो इसका मतलब है कि एक व्यापक परिवर्तन है कीमतें नियंत्रण में हैं और अंततः यह सब वैश्वीकरण के बाद भारतीय बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आने की अनुमति दी गई फिर कुल मिलाकर इस वैश्वीकरण और उदारीकरण का लाभ इस देश के ग्राहकों या उपभोक्ताओं तक पहुंच गया है ठीक है अब मैं इस तकनीक के संबंध में यह सब क्यों चर्चा कर रहा हूं क्योंकि यह तकनीक सीधे इस उत्पाद के मूल्य निर्धारण से जुड़ी है मूल्य निर्धारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय है यदि आप बाजार में टिकना चाहते हैं बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं आप बाजार में अपने प्रतिद्वंधियों को मारना चाहते हैं या यदि आप नए बाजारों में प्रवेश करना चाहते आपको कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए एक रणनीति अपनानी होगी क्योंकि भारत एक मूल्य संवेदनशील बाजार है अब हमारे पास विभिन्न उत्पाद है और विभिन्न उत्पादों की हमारी मांग बढ़ गई है बड़े पैमाने पर बड़े आय वर्ग के लोगों का आय स्तर अधिकतर निम्न मध्यम आय वाले लोग या निम्न आय समूह या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ग्राहक हैं उच्च मध्यम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग इस देश में बहुत कम हैं शायद आप 1015 लोगों को कह सकते हैं मोटे तौर पर 80 85 प्रतिशत बाजार निम्न मध्यम वर्ग निम्न वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का हैं जो मूल्य संवेदनशील हैं ठीक है इसलिए यदि हमें कंपनी से एक उत्पाद मिल रहा है जो बहुत ही प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पाद बेच रही है तो हम समझ सकते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता तुलनीय नहीं हो सकती है लेकिन यदि कीमत कम है और हम उत्पाद की एक वास्तविक उचित गुणवत्ता प्राप्त कर रहे हैं तब हम पहले कम कीमत के लिए जाते हैं और लोगों के बड़े वर्ग के लिए गुणवत्ता दूसरी प्राथमिकता है इसलिए यदि आप अपने उत्पादों या अपनी सेवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो आपको लागत से शुरू करना होगा क्योंकि लागत उत्पादों के मूल्य निर्धारण का आधार है यदि आपके पास आधार लागत को नियंत्रित करने या उत्पादन की कुल लागत को नियंत्रण में रखने की तकनीकें हैं तो मार्जिन को जोड़कर मार्जिन की वांछित राशि उस लागत में जोड़कर आप उत्पाद की कीमत तय सकते हैं लेकिन अगर आपकी लागत पहले से ही बहुत अधिक है तो आप उस में मार्जिन जोड़ते हैं तब आपकी कीमत भी बहुत अधिक होगी और अगर आपकी कीमत बहुत अधिक है शायद उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है तब मोटे तौर पर यह लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा इसलिए लोगों की भावनाओं पर विजय प्राप्त करने या लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको जो यहां करना है वह है आपको कीमतों को कम करना होगा या कीमतों को नियंत्रण में रखना होगा और यदि आप अपने उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो लागत को नियंत्रित रखना होगा और लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए यहां यह तकनीक उपलब्ध है बहुत सारी तकनीकें हैं लेकिन हम दिए गए समय में तीन चार तकनीकों पर चर्चा करेंगे और पहले हम मानक लागत निर्धारण और विचरण विश्लेषण के साथ शुरुआत कर रहे हैं मैं आपके साथ मूल्य निर्धारण और उत्पाद की लागत के संबंध में एक दिलचस्प कहानी की चर्चा करूंगा बल्कि दो कहानियों की चर्चा करूंगा ताकि आप समझ सकें कि लागत की शक्ति क्या है लागत में शक्ति क्या है और यदि आप अपने उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने में सक्षम हैं तो आप बाजार में पलक झपकते ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं मैं आपके साथ दो कहानियाँ साझा करूँगा एक कहानी निरमा की है आपने निरमा के बारे में अवश्य सुना होगा यह एक कंपनी है जिसने अपना व्यवसाय शुरू किआ या बाज़ार में प्रवेश एक मानक उत्पाद के साथ किआ जो निरमा धुलाई उत्पाद था 1982 में निरमा बाजार में आई और इस कंपनी के मालिक करसन भाई शायद किसी तरह धुलाई पाउडर के निर्माण की प्रक्रिया को जानते थे और उन्होंने अपने स्तर पर इस अवधारणा की कोशिश की अपने घर पर इस उत्पाद का निर्माण शुरू किया और फिर इसे लोगों को वितरित करना शुरू कर दिया आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने पड़ोसियों को और पाया की परिणाम बहुत बहुत अच्छे है ठीक है फिर उन्होंने स्तर बढ़ाया और अपने रिश्तेदारों को लोगों को मुफ्त में देना शुरू कर दिया शुरू में यह मुफ्त था और इसको उपयोग करनेवालों द्वारा इस उत्पाद का स्वागत किया गया और अंत में तब उन्होंने सोचा कि अब मैं इस उत्पाद का व्यवसायीकरण कर सकता हूं और मैं इसे बाजार में बेचना शुरू कर सकता हूं और जब उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया तो उन्होंने 1982 में 1 किलो निरमा धुलाई पाउडर की कीमत 10 रुपए रखी उस समय प्रमुख प्रतिद्वन्धी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था जिसे अब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानते हैं वह कंपनी उस समय दो अलग अलग उत्पादों का निर्माण कर रही थी जिनमें से एक सर्फ था जो विशिष्ट खंड के लोगों के लिए था और दूसरा सनलाइट पाउडर जो निम्न खंड के लोगों के लिए था लेकिन उस समय भी अगर आप सनलाइट पाउडर और निरमा के मूल्यों की तुलना करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर था और जब इस निरमा को बाजार में 10 रुपये प्रति किलो में पेश किया गया था तब लोगों ने उत्पाद को पसंद किया क्योंकि उत्पाद के परिणाम वास्तव में बहुत अद्भुत उल्लेखनीय थे और आप इसे आखे खोलनेवाला कह सकते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि लोगों ने कंपनी का समर्थन कैसे किया है लोगों ने कैसे कंपनी के उत्पाद का स्वागत किया और आज निरमा एक जाना माना नाम है केवल विनिर्माण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में यह सब कैसे हुआ है इसका मतलब है कि एक बड़ी कंपनी एक दिग्गज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड या हिंदुस्तान यूनिलीवर्स जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है को एक अकेले व्यक्ति से एक चुनौती मिली जिसके अवधारणा थी दिमाग में नवाचार था जो एक ऐसा उत्पाद बना सकता था और लोगो के दिलों को जीत सकता था और अपने आप के लिए और अपने उत्पाद के लिए बाजार में अपना अस्तित्व बना सकता था ये सब एक कारण से हुआ और वह कारण है उत्पादन की लागत हम यह समझते हैं कि निरमा की गुणवत्ता सर्फ से तुलनीय नहीं है लेकिन यदि आप कीमत को देखते है तो यह बहुत बहुत कम है जो दूसरी कंपनी सर्फ के लिए वसूल रही है और मोटे तौर पर भारत के लोग केवल इतनी ही कीमत का भुगतान कर सकते हैं यही कारण है कि लागत को कम करना उत्पादन की लागत को नियंत्रण में रखना 1980 के दशक में निरमा जैसे उत्पाद की सफलता का प्रमुख कारण था दूसरी कहानी जो मैं आपके साथ साझा करूंगा वह अकाई रंगीन टीवी की है अकाई रंगीन टीवी बाजार में एक अस्सेमब्लड उत्पाद था और उस समय जब अकाई बाजार में मौजूद थी तब यह रंगीन टीवी 8 10000 रुपये में उपलब्ध था और यदि आप उस उत्पाद की तुलना करते हैं उस उत्पाद की कीमत की अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अन्य उत्पादों के साथ तो वह कही ना कही 20 25000 रुपए थी इसका मतलब है कि आपको उस उत्पाद के लिए 25 गुना अधिक कीमत चुकानी होगी इसलिए उन्होंने निर्माण किया यह कबीर मूलचंदानी जो कंपनी के प्रमुख थे उन्होंने इस अवधारणा को भारत में लाया और उन्होंने अकाई ब्रांड के रंगीन टीवी की निर्माण और बिक्री बाजार में कम कीमत पर शुरू किया वह 10000 रुपये में रंगीन टीवी बेचकर मुनाफा कमा रहा था वह भी मुनाफा कमा रहा था और बाज़ार में 25000 रुपये में रंगीन टीवी बेचने वाली कंपनी भी मुनाफ़ा कमा रही थी तो आप बाजार में 10000 रुपये में रंगीन टीवी कैसे बेच सकते हैं जो सामान्य रूप से बाजार में 25000 रुपये में उपलब्ध है उसकी ताकत लागत को नियंत्रण में रखना था लागत को नियंत्रण में रख रही थी क्योंकि ये इकठे उत्पाद थे उन्होंने रंगीन टीवी के पिक्चर ट्यूब सर्किट कैबिनेट जैसे सभी आगत लाए उन्होंने ताइवान से लाखों इकाइयों का आयात किया ताइवान इस उत्पादन का केंद्र है इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन के इन घटकों का उन्होंने इन घटकों की लाखों इकाइयों को खरीदा भारत में लाया उनको इकट्ठा करना शुरू किया और इसे एक रंगीन टीवी में परिवर्तित कर दिया इसलिए उत्पाद की ताकत लागत थी जो बहुत नियंत्रण में थी इसलिए उत्पाद को काफी समय के लिए बाजार में स्वीकार किया गया तो इसका मतलब है कि ये दो कहानियां हमें बताती हैं कि हां हम इसके लिए जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हम लोगों के दिलों को जान सकते हैं हम बाजार की गतिशीलता को बदल सकते हैं हम पलक झपकते महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी अर्जित कर सकते है बशर्ते मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था में हम उत्पादन की लागत को नियंत्रण में रखने में सक्षम हो और मानक लागत निर्धारण की मदद से हम ऐसा करने जा रहे हैं या यह हम सामान्य रूप से व्यापार में करते हैं अब मानक लागत निर्धारण और विचरण विश्लेषण आपके दिमाग में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि हमने विचरण विश्लेषण बजट में भी किया था और अब हम मानक लागत में भी विचरण विश्लेषण करने जा रहे हैं तो दोनों के बीच बुनियादी अंतर क्या है हमने अब तक किस तरह का विचरण विश्लेषण किया है और अब हम किस तरह का विचरण विश्लेषण करने जा रहे हैं इसलिए अब मैं यहां आपको जो मूल अंतर है बताने जा रहा हूं वह है सूक्ष्म और स्थूल प्रकृति जब आप बजट तैयार करते हैं आप बजट और बजटीय नियंत्रण के बारे में सीखते हैं हमने समग्र रूप से फर्म के बारे में बात की हमने विभागों उप विभागों इकाइयों और फर्म की उप इकाइयों के बारे में बात की और अंत में जब हम बिक्री बजट तैयार करते हैं तब वह पुरे फर्म के लिए होता है जिसमें उन सभी उत्पादों को शामिल किया जाता है जिन्हें फर्म बनाती और बाजार में बेचती है जब हमने बिक्री बजट तैयार किया तब वह पुरे फर्म के लिए था फर्म के सभी निर्गतो के लिए सभी श्रेणियों के आवश्यक आगतों के लिए था जब हमने बनाया नकदी बजट समग्र रूप से फर्म के लिए था जब आप बजटीय आय विवरण तैयार करते थे तो यह पूरी फर्म के लिए होता था और जब हमने तलपट तैयार की थी जो कि 3 महीने या 1 तिमाही की अवधि के लिए हो सकती थी वह भी पुरे फर्म के लिए थी अब हम सूक्ष्म स्तर पर जा रहे हैं मानक लागत निर्धारण एक तकनीक है जो हमें अति सूक्षम लागत विश्लेषण करने में मदद करती है और यहां हम फर्म में निर्माण हो रहे प्रत्येक उत्पाद के लिए मानक लागत की गणना करना सीखते हैं यदि हम केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो हम अब विश्लेषण के अति सूक्षम स्तर पर जाएंगे लागत का पूर्ण विच्छेदन करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे उत्पाद की एक इकाई की लागत में किसका योगदान है यदि वे 4 उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तो हम चार अलग अलग उत्पादों की मानक लागत तैयार करेंगे और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह चार अलग अलग उत्पादों की मानक लागत है और फिर हमें पता चलेगा कि यह उत्पाद की प्रति इकाई मानक लागत है अब वास्तविक लागत कितनी होने वाली है और फिर हम विभिन्न का पता लगाएंगे और फिर उन विचलनो के कारणों का पता लगायेंगे और यदि वे नियंत्रणीय कारण हैं तो हम उन विचलनो को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि उत्पादन लागत बजट के अनुसार हो या बहुत अधिक नियंत्रण में हो सही है तो यह मानक लागत निर्धारण का कारण है और यह मानक लागत निर्धारण की प्रासंगिकता है अब हम उत्पाद स्तर पर विश्लेषण करने जा रहे हैं पहले यह फर्म स्तर पर विश्लेषण था इसलिए पहली बात यह बजट और मानक लागत निर्धारण में मूल अंतर है अब उदाहरण के लिए यदि आप विनिर्माण क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के बारे में बात करते हैं जैसे दवाई बनाने वाली फर्में ड्रग्स रसायन निर्माण करने वाली फर्में पेंट्स बनाने वाली और इसी तरह पेंट और पौलिश उद्योग में अन्य साजो सामान बनानेवाली फर्में आप इसे पेंटवाली और अन्य सामग्रियों के समान कह सकते हैं जब आप उन फर्मों के बारे में बात करते हैं जो पेट्रो रासायनिक उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तो वहां आगत कई प्रकृति के हैं बाजार में बिक्री योग्य एक दवा के निर्माण के लिए अणु को दवा में परिवर्तित करने वाली आपको विभिन्न प्रकार की सामग्री सही चाहिए और कभी कभी कुछ सामग्रियों का उपयोग अत्यधिक कम मात्रा में होता है वे कीमत में बहुत महंगे होते हैं इसलिए यदि आप उस आगत का न्यूनतम अपव्यय भी करते हैं तो आपकी प्रति इकाई कुल लागत बहुत अधिक हो जाएगा कि आप इसे बेकाबू कह सकते हैं इसलिए उन विनिर्माण क्षेत्रों में उन फर्मों में जहां आगत एक निर्गत निर्माता के लिए बहुत सारे हैं वहां मानक लागत का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि पहली बात लागत को नियंत्रित करना है यदि आप बाजार में टिकना चाहते हैं यदि आप बाजार में बने रहना चाहते हैं तब आप केवल लागत को नियंत्रित कर सकते हैं आप विक्रय मूल्य को नियंत्रित नहीं कर सकते यदि आप अपने मार्जिन को बरकरार रखना चाहते हैं या आप कंपनी या मुनाफे का मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तब आपके हाथ में एकमात्र हथियार यह है कि आप लागत को नियंत्रित करें आप कीमत की शिकायत करने के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि कीमत बाहरी कारकों द्वारा तय की जाती है बाहरी ताकतें वे बाजार मूल्य हैं वे मांग और आपूर्ति बल हैं इससे पहले की स्थितियों में जब मैं भूमंडलीकृत गैर वैश्वीकरण वाली अर्थव्यवस्था या पूर्व भूमंडलीकरण के दौर या पूर्व भूमंडलीकरण के परिदृश्य के बारे में बात कर रहा हूँ तब मांग बहुत अधिक थी क्योंकि हम 1 अरब लोगों का बाजार थे और आपूर्ति बहुत खराब थी या आप इसे कमज़ोर कह सकते हैं केवल एक कंपनी पूरे बाज़ार के लिए उत्पादन कर रही है और विक्रय कर रही है और वे एकमात्र निर्माता हैं और वे बाज़ार में लोगों की माँग को पूरा करते हुए उसी उत्पाद को बेच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि अंततः लोगों को शिकार बनना पड़ता है और उन्हें जो कचरा दिया जा रहा है उसे स्वीकार करना पड़ता है चाहे आप स्टील के बारे में बात करते हैं यहां तक कि सेवाओं के क्षेत्र टेलीफोन उद्योग संचार उद्योग के बारे में भी बात करते हैं एक विभाग दूरसंचार विभाग था और बाद में यह बीएसएनएल भी बन गया उस समय यदि आपको टेलीफोन कनेक्शन लेना था तो आपको तीन चार साल पहले आवेदन करना होता था तीन चार साल के बाद आपको टेलीफोन कनेक्शन मिलता था और जब हमारे घर पर टेलीफोन स्थापित किया जा रहा था तो हम सपने को सच होने जैसा मान रहे थे आज आप देखते हैं कि मोबाइल टेलीफोनी में क्रांति और वैश्वीकरण के बाद आप देखते हैं कि बस एक फोन कॉल पर आपको फोन मिलता है और इसकी वजह यह है कि मोबाइल टेलीफोनी क्षेत्र में आपूर्ति बढ़ने से संचार की कीमतों में काफी कमी आई है आज इंटरनेट कुछ रुपये में उपलब्ध है आज इंटरनेट केवल रुपए में नहीं बल्कि पैसों में भी उपलब्ध है मुझे लगता है कि फोन की कोई कीमत नहीं है और यह क्रांति बढ़ गई है इसने इस प्रतियोगिता को तेज कर दिया है क्योंकि इस संचार क्षेत्र टेलीफोनी मोबाइल टेलीफोनी में सेवा प्रदाताओं की बाढ़ आ गई है तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ है की जिस पल आपूर्ति पक्ष में सुधार होता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है कीमतें प्रभावित होती हैं कीमतें कम हो जाती हैं क्योंकि एक कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है और अगर कीमतें कम हो जाती हैं या कीमतें कुछ बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित हो जाती हैं और यदि आप बाजार में रहना चाहते हैं अपने मार्जिन को बरकरार रखना चाहते हैं तब आपके हाथ में एकमात्र हथियार है लागत को नियंत्रित करना तो हम आने वाले कुछ वर्गों में मानक लागत और विचरण विश्लेषण के बारे में विस्तार से बात करेंगे और फिर पहले हम इसे वैचारिक रूप से समझेंगे और फिर हम जानेंगे कि वो विभिन्न प्रकार के विचरण कौन कौन से है जिनकी हम गणना कर सकते हैं उनकी गणना कैसे करें और फिर एक बार जब विचरण हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं वे आंकड़े हमारे पास तैयार हो जाते हैं फिर उन विचरणों का विश्लेषण कैसे करें और वास्तविक प्रबंधन निर्णय लेने के लिए वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में इस मानक लागत निर्धारण संबंधित जानकारी का उपयोग कैसे करें सही है तो अब हम इस भाग के साथ आगे बढ़ेंगे और हम इस बारे में जानेंगे कि मानक लागत क्या है और मानक लागत निर्धारण क्या है इसके दो घटक हैं पहला मानक लागत है फिर मानक लागत निर्धारण है मानक लागत मूल रूप से लागत है यह पूर्व निर्धारित लागत है और मानक लागत निर्धारण मानक लागत की गणना करने की तकनीक है सही है तो मानक लागत की गणना कैसे करें यह एक तकनीक है और इसे मानक लागत निर्धारण या मानक लागत प्रक्रिया कहा जाता है तो मानक लागत क्या है मानक लागत एक निर्धारित समय के लिए सामग्री श्रम और ओवरहेड्स के लिए तकनीकी अनुमान के आधार और काम की परिस्थितियों के निर्धारित स्थिती के लिए पूर्व निर्धारित लागत है यह यह क्या है पूर्व निर्धारित लागत है जो प्रबंधन का मानना है कि प्रत्याशित परिस्थितियों में खर्च होना चाहिए एक सामान या सेवा का उत्पादन करने के लिए चाहे वह विनिर्माण क्षेत्र में हो या यह सेवा क्षेत्र में हो हर जगह लागत महत्वपूर्ण घटक है यह बाजार में बने रहने के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों को दूर रखने और बाजार की बड़े हिस्सेदारी पाने के लिए निर्माता के हाथों में एक महत्वपूर्ण हथियार है इसलिए दोनों क्षेत्र चाहे वह विनिर्माण क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो मानक लागत भूमिका निभाता है और मानक लागत निर्धारण तकनीक है जो हमें मानक लागत की गणना करने में मदद करती है अब मानक लागत क्या है यह मानक लागत को तैयार करने और और उत्पादन में अधिकतम दक्षता बनाए रखने के लिए वास्तविक लागत से विचलन को मापने और इन विचलनो के कारणों का विश्लेषण करने के लिए संदर्भित करता है हमने मानक लागत तैयार की है और मैं आपको यहां बताता हूं कि मानक लागत की गणना करना बहुत आसान काम नहीं है यह एक बहुत ही जटिल काम है मानक लागत की गणना में केवल विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो लोग विनिर्माण प्रक्रिया को जानते हैं वे लोग जो तैयार उत्पाद के आगत घटकों को जानते हैं केवल वे ही उत्पाद के निर्माण में शामिल हैं खेद है उत्पाद के लिए मानकों को तैयार करते है और इस जानकारी को एक बार विकसित करने के बाद मानक लागत को विकसित किया जाता है और यह बहुत गोपनीय जानकारी होती है जो हर किसी के साथ साझा नहीं की जाती है और फर्म में विभिन्न रुचि समूहों को संप्रेषित की जाती है जो सामग्री खरीद से लेकर बाजार में उत्पाद बेचने तक में योगदान देने वाले हैं तो इसके दो घटक हैं बल्कि तीन घटक हैं आगत की खरीद इसलिए खरीद विभाग कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तित करना इसलिए उत्पादन विभाग और फिर बिक्री और यहां तक कि बिक्री के बाद का विभाग भी तो ये सभी तीन से चार विभाग इस मानक लागत प्रक्रिया में शामिल हैं इसलिए हर प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए ध्यान में रखा जाना चाहिए और फिर हमें मानक लागत की गणना करनी होगी और यह एक जटिल काम है एक बार जब मानक तय कर दिए जाते हैं या मानक लागत तय कर दी जाती है तो यह व्यापक पैमाने पर एक लम्बे समयावधि तक नहीं बदलता है जब तक कि बाजार में कोई गंभीर बदलाव नहीं होता है और यह अलग अलग वर्गों या उप वर्गों इकाइयों और उप इकाइयों के लिए संप्रेषित रहता है जिन्हें हम तकनीकी शब्दों में संगठन में जिम्मेदारियों केंद्र के रूप में कहते हैं वे इसे पहले से जानते हैं कि कच्चे माल की अनुमानित लागत क्या है और हमें खरीद मूल्य के रूप में क्या भुगतान करना चाहिए प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित उत्पादन लागत क्या है और हमें किस लागत पर खर्च करना चाहिए इसी तरह वितरण लागत अग्रिम में जानी जाती है इसी तरह आपकी बिक्री लागत भी अग्रिम में जानी जाती है इसलिए यदि लागत पूर्व निर्धारित स्तरों से परे बढ़ जाती है तो हमें सावधान रहना होगा और वास्तविक लागत के साथ बजट लागत मानक लागत की तुलना करके विचरण का विश्लेषण करना होगा दोनों में विचलन का पता लगाना होगा और इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर से यहाँ कुछ सिद्धांत लागू होते हैं अगर विचलन उन कारणों की वजह से आ रही है जो नियंत्रणीय थे लेकिन नियंत्रित नहीं किये गए तो मुझे लगता है कि हमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और यदि कोई विचलन उन कारणों की वजह से सामने आई है जो नियंत्रण से परे हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है उदाहरण के लिए आगत की कीमत बाजार में बढ़ गई है आप इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते श्रम की कीमत बाजार में बढ़ गई है आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जहाँ भी कारण नियंत्रणीय है वहाँ नियंत्रणीय कारणों के कारण विचलन उत्पन्न हुई हैं हमें उन कारणों को ठीक करना चाहिए यानी उन कारणों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उत्पादन की समग्र लागत नियंत्रण में रहे तो यह मानक लागत निर्धारण का सार है यही मानक लागत निर्धारण का कारण है और यही मानक लागत निर्धारण की प्रासंगिकता है और इस तरह मानक लागत निर्धारण बजट और बजटीय प्रक्रिया से अलग है बजट वृहद स्तर पर है इसका मतलब यह है कि यह स्थूल स्तर पर जिसका अर्थ है समग्र रूप से फर्म के स्तर पर एक पूर्व अनुमान है और मानक लागत उत्पाद स्तर पर पूर्व निर्धारित लागत है फर्म एक उत्पाद का निर्माण कर रही है तब आप उस उत्पाद के लिए मानक लागत तैयार करेंगे यदि फर्म एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रही है तो उन विभिन्न उत्पादों के लिए अलग अलग लागत का अनुमान किया जाता है और अंत में हमें एक निष्कर्ष पर आना होगा कि मानक लागत क्या होनी चाहिए अब हम विभिन्न प्रकार के मानकों के बारे में बात करते हैं सही है तो हम यहां विभिन्न प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर सकते हैं अपेक्षाएं मानक लागत और मानक लागत प्रणाली और हमारे पास इन विभिन्न बिंदुओं के लिए एकदम स्पष्ट परिभाषाएं और अंतर हैं अपेक्षित लागत वह लागत है जिसे प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना है तो यह अपेक्षा है सबसे अधिक संभावित लागत उत्पादन की सामान्य लागत होनी चाहिए यह अपेक्षित लागत है और आप कह सकते हैं कि यह उम्मीदों से संबंधित है नंबर दो मानक लागत एक सावधानीपूर्वक विकसित प्रति इकाई लागत है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए एक बिना कुछ किए उम्मीद है और दूसरी सावधानी से निकली गई लागत है जिसे आप मानक लागत कहते हैं और मानक लागत प्रणाली ऐसी लेखांकन प्रणाली है जो उत्पादों को केवल मानक लागतों के अनुसार मूल्य देती है सही है तो इसका मतलब है कि लागत निर्धारण तकनीक मानक लागत निर्धारण है मानक लागत सावधानी से विकसित निर्माण पूर्व लागत है और यह वह अपेक्षित लागत है जब हमने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है हम अनुमान कर रहे हैं कि यदि हम काफी हद तक आगत लागत को जानते हैं तो उत्पाद की लागत क्या होनी चाहिए सही है तो इस केस में आप अपेक्षित मानक लागत और मानक लागत प्रणाली के बीच का अंतर समझ सकते हैं सही है और अब हम आगे बढ़ते हैं और मानकों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम विभिन्न प्रकार के मानकों के बारे में जानेगे और फिर हम देखेंगे कि पहला इन मानकों में क्या अंतर है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इन मानकों को कैसे विकसित किया जाता है तो मानक क्या हैं मानकों के पूर्व आवश्यक क्या हैं और हम इन मानकों को कैसे विकसित कर सकते हैं यह सब मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा